इसलिए हमने ईलेक्ट्रोमेकेनिकल एनर्जी कंवर्सन के सभी सिद्धांतों को पहले ही देख लिया था अब हम वास्तव में मोटर्स और जनरेटर्स पर शुरू करने जा रहे हैं इसलिए जब हम जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं हम फैराडे के ईलेकट्रोमेग्नेटिक इंडक्षन के नियम का उपयोग करने जा रहे हैं तो यह अनिवार्य रूप से कहता है जो कुछ भी हमने ट्रांसफार्मर में देखा था वही यहाँ भी सही है जो कह रहा है Nd∅dte इसलिए जब भी हमें किसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो हमें फ्लक्स में परिवर्तन के दर की आवश्यकता होती है जिसे विभिन्न चरण में किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि आप डीसी जनरेटर को देखते हैं कि हमारे पास क्या है स्टेटर में फील्ड सिस्टम मतलब स्टेटर में मॅग्नेटिक सिस्टम बनाया गया है तो मॅग्नेटिक सिस्टम स्टेशनरी है यह स्टेशनरी होने जा रहा है इसलिए जिसके कारण हमारे पास वास्तव में एक कंडक्टरों का गुलदस्ता या कंडक्टरों का एक संग्रह होने जा रहा हैं जिसे आर्मेचर के रूप में जाना जाता है यह वास्तव में रोटर में रखे जाने वाला है तो यह घुमाया जा रहा है यह एक प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जा रहा है तो प्राइम मूवर कंडक्टर इस मॅग्नेटिक फील्ड को देखने जा रहे हैं जैसे कि यह परिवर्तन की दर है तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर कंडक्टरों द्वारा बनाया जाता है जो घुम रहे हैं और ये पूरे मॅग्नेटिक फ्लक्स को देखिए जो वास्तव में कॉन्स्टेंट है इससे फ्लक्स में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा इसलिए मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है यह फ्लक्स में परिवर्तन के रूप में देख जा रहा है तो यह एक ईएमएफ प्रेरित करने जा रहा है इसलिए यह जो भी उत्पन्न करेगा वह जेनरेटेड ईएमएफ होगा उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर एक अलग तरह की चीज हो सकती है जहां हम वास्तव में एक आल्टर्नेटिंग फ्लक्स बनाने जा रहे हैं क्योंकि यह एक आल्टर्नेटिंग फ्लक्स है हमारे पास निश्चित रूप से एक d∅dt होगा हालांकि कोई मूविंग पार्ट नहीं हैं कोई भी मूविंग पार्ट नहीं हैं पूरा d∅dt मूल रूप से आल्टर्नेटिंग फ्लक्स द्वारा बनाया जाता है जो कि एक d∅dt है तो यह भी एक EMF उत्प्रेररित करेगा लेकिन यह EMF उत्प्रेरण सेकेंडरी में होगा और वह भी अनिवार्य रूप से है ईलेकट्रोमेग्नेटिक इंडक्षन के कारण तीसरे प्रकार की जनरेटर एक्शन या EMF इंडक्षन एक्शन एक एसी मशीन में हो सकती है लेकिन एक इंडक्षन मशीन या सिंक्रोनस मशीन हो वहां क्या होता है मेरे पास वास्तव में एक मैग्नेटाइज़िंग फ्लक्स होने जा रहा है जो साइनसोइडल भी है तो अभी भी आपके पास एक d∅dt होगा इसमें कोई शक नहीं अनिवार्य लेकिन इसके अलावा वहाँ एक रोटर भी हो सकता है जो घूमता भी है इसलिए यदि आप सिंक्रोनस मशीन को देखते हैं तो एक फ्लक्स है जो डीसी फ्लक्स है जबकि अगर यह एक इंडक्शन मशीन है तो आप एक साइनसोइडल फ्लक्स देखने जा रहे हैं तो हम फ्लक्स के परिवर्तन की दर देख सकते हैं साथ ही साथ हम एक रोटर को देख रहे हैं जो कि फ्लक्स को संशोधित फ्लक्स के रूप में देख रहा है या फ्लक्स के परिवर्तन की दर है क्यूंकि रोटर की स्थिति ही बदल जाती है तो हम एक साथ ट्रांसफार्मर एक्शन और डीसी जेनरेटर भी देख सकते हैं जो एक एसी मशीन में होती है लेकिन अब हम मुख्य रूप से डीसी मशीन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं तो हम वास्तव में डीसी मशीन में कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम एक डीसी मशीन में सभी निर्माण संबंधी विवरणों को देखने जा रहे हैं जो दोनों मोटर के साथ साथ जनरेटर के लिए भी सामान्य है इसलिए हम मोटर और जनरेटर दोनों को देखेंगे इसलिए हमें रचनात्मक विवरण को देखना चाहिए हम फ्लेमिंग के नियम को भी देखेंगे जो बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम है जो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की दिशा प्रदान करेगा और यह हमें फोर्स या टॉर्क की दिशा भी देगा अगर हम मोटर के बारे में बात कर रहे हैं तो यह मोटर के लिए है और यह जनरेटर के लिए है जनरेटर के लिए हम सामान्य रूप से फ्लेमिंग राइट हॅंड रूल का उपयोग करेंगे जबकि मोटर के लिए हम लेफ्ट हॅंड रूल का उपयोग करेंगे तो ये दोनों देख रहे होंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग में क्या अंतर है तो स्लिप रिंग का इस्तेमाल आमतौर पर एसी मोटर या एसी मशीन में किया जाता है जबकि स्प्लिट रिंग आमतौर पर डीसी मशीन में इस्तेमाल की जाती हैं इसलिए हम उन दोनों को देखेंगे जिसके बाद हम एक डीसी मशीन में विशेष रूप से वाइंडिंग व्यवस्था देख रहे होंगे तो यह वही है जिसे हम इस विशेष व्याख्यान में शामिल करने जा रहे हैं तो विशेष रूप से एक डीसी मशीन में वाइंडिंग व्यवस्था यही हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मशीन में हमें दो सिस्टम्स की आवश्यकता होगी जब तक कि दो सिस्टम्स नहीं होंगे यह बहुत अच्छी तरह से काम करने वाली नहीं है क्योंकि हमें सबसे पहले सभी मेकेनिकल एनर्जी देने की आवश्यकता होगी और जिसे ईलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाएगा या इसके विपरीत जब हमने ईलेक्ट्रोमेकेनिकल एनर्जी कंवर्सन के बारे में थी तब हमने इस बारे में बात की थी लेकिन यह हमेशा एक मॅग्नेटिक मीडिया के माध्यम से होता है इसलिए अगर हमें मॅग्नेटिक मीडिया की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले मुझे एक फील्ड सिस्टम की आवश्यकता होगी जो मॅग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेगा और जब भी ईलेक्ट्रिकल एनर्जी को अंततः जनरेटर से बाहर ले जाया जाता है या मोटर में ईलेक्ट्रिकल एनर्जी को अंदर ले जाया जाता है तो यह कंडक्टरों के गुलदस्ते के माध्यम से होगा जिसे आमतौर पर आर्मेचर सिस्टम के रूप में जाना जाता है एक डीसी मशीन फील्ड में स्टेटर में स्थित है जबकि आर्मेचर सिस्टम रोटर में स्थित है इसलिए स्टेटर के पास फील्ड होने वाला है और आर्मेचर को रोटर में रखा जाएगा यह आम तौर पर डीसी मशीन स्ट्रक्चर ही है इसलिए अगर मैं डीसी मशीन को देखने की कोशिश करता हूं तो फील्ड सिस्टम कुछ इस तरह से करने जा रहा है यह मेरा फील्ड सिस्टम है आप कह सकते हैं कि यह नॉर्थ पोल है यह साउथ पोल होने जा रहा है और यह वास्तव में स्टेटर होने जा रहा है तो यह बाहरी सिलेंडर होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं जैसे कि यह बोर्ड के तरफ जा रहा है इसलिए यह मूल रूप से बोर्ड के अंदर जा रहा है और हमारे पास अगर यह एक इलेक्ट्रो मॅगनेट है तो यहां कंडक्टर होंगे तो यहाँ भी कंडक्टर तो आप कल्पना कर सकते हैं जैसे कि कंडक्टर इस तरह से बोर्ड में जा रहे हैं इसलिए यदि आप यहाँ एक डॉट रखने जा रहे हैं और यहाँ क्रॉस स्पष्ट रूप से राइट हॅंड रूल के अनुसार यह स्क्रू रूल है तो मैं कह सकता हूँ कि मूल रूप से मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह से जा रही हैं इसलिए अगर मेरे पास इस तरह से मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स है तो यह वास्तव में इसके माध्यम से पूरा होगा तो इस तरह से मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे जाने वाली हैं इस तरह से मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं इसलिए अगर यह अब ऐसा है तो मैं मूल रूप से कह सकता हूं कि सिर्फ मॅग्नेटिक सर्किट पाथ को पूरा करने के लिए मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की आवश्यकता होगी जिसे वास्तव में योक रीजन के रूप में जाना जाता है तो यह योक है यह भी योक है और ये फील्ड बनने जा रहा है तो ये मूल रूप से पोल हैं इसलिए यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है तो मैंने एक 2 पोल मशीन को दिखाया है अब क्योंकि मेरे पास यहाँ मॅग्नेटिक फील्ड है अगर मैं यहाँ कंडक्टर लगाऊं तो हम कहें कि यहाँ एक कंडक्टर है और यहाँ एक कंडक्टर है आप कल्पना कर सकते हैं कि कंडक्टर जितना अंदर जा रहा है और फिर उसे उधर मुड़ना पड़ता है और अंततः इसे इस भाग से वापस आना पड़ता है और हो सकता है यहाँ मैं लोड कनेक्ट करने जा रहा हूँ लोड यहाँ से जुड़ा होगा यह भाग मॅग्नेटिक सिस्टम के पूर्वावलोकन के बाहर है आप सोच सकते हैं कि यहाँ पोल जा रहा है तो यह छायांकित भाग अनिवार्य रूप से पोल है इसी तरह यह अंदर जाने वाला है इसलिए यह तब तक ही आगे बढ़ेगा जब तक कि सिलेंडर वहाँ है उसके बाद कंडक्टर जो कुछ भी यहाँ है यह हिस्सा अनिवार्य रूप से मोड़ रहा है और फिर इस तरह से बाहर आ रहा है तो इस हिस्से को ओवरहेंग पोर्षन के रूप में जाना जाता है इसलिए कंडक्टर का ओवरहेंग पोर्षन उपयोगी नहीं है जहां तक इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन का संबंध है या टॉर्क प्रोडक्षन का संबंध है क्योंकि यह मॅग्नेटिक फील्ड का पूर्वावलोकन है तो आप मूल रूप से कल्पना कर सकते हैं कि अगर मेरे पास मॅग्नेटिक पोल है जैसे कि यह है मॅग्नेटिक पोल का विस्तार तब तक होने जा रहा है जब तक कि मशीन समाप्त नहीं हो जाती है उसके बाद जहां भी कंडक्टर होता है वो इस तरह झुकता है और इस तरह से फिर आता है यह ओवरहेंग पोर्षन बेकार हो जाता है लेकिन यह एक बुराई आवश्यक है क्योंकि अन्यथा मैं कंडक्टर को वापस नहीं ले पाऊंगा अब अगर मैं एक कंडक्टर साइड की तरफ देखता हूँ और यहाँ दूसरा कंडक्टर साइड है एक साथ इस पूरी चीज़ को एक पूर्ण टर्न के रूप में जाना जाता है तो एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं दो कंडक्टर एक टर्न बनाते हैं हम कहते हैं कि मैं इस रोटर को घुमाने जा रहा हूं जो वास्तव में रोटर कुछ इस तरह से होने जा रहा है मुझे यहाँ इसे पूरा बना लेने दीजिए तो यह वास्तव में मॅग्नेटिक पोल है जो इसे पूरा कर रहा है यह एक चक्र है जो भी क्रॉस सेक्शन है यहां मैं रोटर रखने वाला हूं तो इस तरह रोटर की बाहरी परिधि में स्लॉट होने जा रहा है आप सोच सकते हैं कि यह रोटर स्टैम्पिंग है इसलिए रोटर बनाने के लिए एक साथ कई स्टांपिंग को साथ रखने जा रहा हूँ तो अगर यहां एक कंडक्टर बिल्कुल विपरीत है तो मेरे पास यहां एक और कंडक्टर होगा इसलिए मुझे केवल दो कंडक्टरों पर विचार करना चाहिए अब रोटर के बीच में एक शाफ्ट होगा और यह एक प्राइम मूवर की मदद से घुमाया जाएगा तो यह रोटेशन की दिशा है हमें बताएं कि स्पीड ओमेगाω है अब यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है इसलिए मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह रही है अब फ्लेमिंग लेफ्ट हॅंड रूल वास्तव में मुझे मोटर ऑपरेशन के लिए कहता है जो टॉर्क की दिशा में जा रहा है और फ्लेमिंग राइट हॅंड रूल अनिवार्य रूप से मुझे कुछ इस तरह बताता है इसलिए मुझे फ्लेमिंग राइट हॅंड रूल की व्याख्या करने दीजिए इसलिए राइट हॅंड रूल में हम मॅग्नेटिक फील्ड को इस तरह लेने जा रहे हैं यह मॅग्नेटिक फील्ड है और शायद यह रोटेशन की दिशा होने जा रही है तो उस स्थिति में करंट इस दिशा में प्रेरित होने जा रही है तो यह मॅग्नेटिक फील्ड की दिशा है और यह अनिवार्य रूप से रोटेशन की दिशा है इस स्थिति में मैं अनिवार्य रूप से इस तरह की करंट दिशा रखने जा रहा हूं तो इस मामले में मैं कह सकता हूं कि मैं इस तरह से मॅग्नेटिक फील्ड की दिशा देख रहा हूं तो यह मॅग्नेटिक फील्ड की दिशा है जो मैंने यहां दिखाए गए मॅग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत है और मैं कुछ इस तरह से रोटेशन की दिशा को देखने जा रहा हूं जो वास्तव में लंबवत है इसलिए मैं इसे रोटेशन की दिशा के रूप में दिखा रहा हूं तो मुझे यहां एक कंडक्टर लेने दीजिए जो वास्तव में रोटेशन की एक ऊर्ध्वाधर दिशा दिखा रहा है तो अगर मैं कहता हूं कि यह X अक्ष है यह Y अक्ष है और यह दूसरा Z अक्ष है तो Z अक्ष मुझे या तो बोर्ड में जाने या बोर्ड से बाहर आने की दिशा में करंट दिखाएगा इसलिए मैं कह सकता हूं कि यदि करंट दिशा इस तरह दिखाई दे रही है तो यह डॉट होने जा रहा है और यह क्रॉस होने वाला है मुझे इसे एक बार फिर से अलग से आरेख बनाकर समझाने दीजिए कुछ इस तरह से वास्तव में इस तरह से मॅग्नेटिक फील्ड की दिशा होने जा रही है और वास्तव में Y अक्ष के सापेक्ष फोर्स दिखाने जा रहा हूं किस स्थिति में मैं वास्तव में करंट दिशा कुछ इस तरह दिखाने जा रहा हूं है यह इसके लंबवत है यह Z अक्ष है तो यह करंट की दिशा है इसलिए मैं इसे फिर से देख सकता हूं जब मेरे पास यहाँ मॅग्नेटिक फील्ड था यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है मॅग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरह से है और एक कंडक्टर यहाँ और एक अन्य कंडक्टर यहाँ है और मैं इस तरह से रोटेशन की दिशा के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए अगर मैं रोटेशन की दिशा को देखता हूं तो यह इस तरह से टॅंजेन्षियली दिखाई देगा इसलिए अगर मैं रोटेशन की दिशा की दिशा में जा रहा हूं तो इस तरह से करंट जो वास्तव में इससे बाहर आ रही है यह करंट की दिशा से बाहर आने का दिखा रहा है और जब भी हम करंट को देखते हैं तो हम इसे एक तीर के सिर की तरह देखते हैं यदि तीर का सिर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो यह एक डॉट होगा अगर मैं यहां से तीर के सिर को देख रहा हूं तो यह एक क्रॉस होगा इसलिए मेरे पास यहाँ पर डॉट जबकि यहाँ पर क्रॉस होने जा रहा है तो यह मूल रूप से करंट की दिशा होने जा रही है इसलिए अगर मैं इस तरह से कंडक्टर को देख रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि करंट इस तरह से अंदर जाता है और इस तरह से बाहर आता है यह इस तरह से हो रहा है इसलिए करंट इस तरह से बाहर आएगा और यह इस तरह से अंदर जाएगा हम तीर को इस तरह से देख रहे हैं इसीलिए यह एक क्रॉस होने जा रहा है और यह एक डॉट होने जा रहा है उसी तरह जब मैं वास्तव में कंडक्टर को देख रहा हूँ तो वास्तव में कंडक्टर इस तरह घूम रहा है कुछ समय बाद कंडक्टर यहाँ तक पहुँच जाएगा और यह कंडक्टर यहाँ पहुँच जाएगा इसलिए यदि मैं वास्तव में करंट इसके साथ देखता हूं तो यह आल्टर्नेटिंग करंट होने जा रहा है अगर मैं इस कंडक्टर को A और इस कंडक्टर को B कहता हूं तो मुझे B और A के माध्यम से लगातार एक आल्टर्नेटिंग करंट दिखाई देने वाली है क्योंकि कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि B साउथ पोल के प्रभाव में है कुछ समय बाद वही कंडक्टर घूमेगा 1800 तक घुमाया जाएगा जिसके कारण यह A की स्थिति पर आ जाएगा तो आप देखेंगे कि करंट क्रॉस हो गया है तो आप देखेंगे कि B खुद भी डॉट करंट और क्रॉस करंट को आगे बढ़ाएगा जबकि A फिर से क्रॉस करंट और डॉट करंट को ले जाएगा इसलिए अगर मैं इन दोनों से सीधे करंट इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं तो मैं यह देखने जा रहा हूं कि मुझे केवल आल्टर्नेटिंग करंट मिलेगी तो यह वास्तव में काम नहीं करेगा अगर मैं वास्तव में डीसी मशीन का निर्माण करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा आम तौर पर यह विशेष कंडक्टर एक रिंग से जुड़ा होगा और यह विशेष कंडक्टर भी एक रिंग से जुड़ा होगा तो ये दोनों रिंग एक शाफ्ट के साथ जुड़े होंगे तो आम तौर पर इन रिंग्स को स्लिप रिंग के रूप में जाना जाता है इसलिए एक आल्टर्नेटिंग करंट मशीन में हम सामान्य रूप से स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं और स्लिप रिंग के साथ ब्रश होंगे तो ये ब्रश फिक्स्ड तय होंगे या वे स्टेशनरी होंगे तो ब्रश स्टेशनरी होते हैं मॅग्नेटिक फील्ड भी स्टेशनरी होगा तो ब्रश के साथ मॅग्नेटिक फील्ड भी स्टेशनरी होगा क्योंकि मॅग्नेटिक फील्ड मूल रूप से स्टेटर में स्थित है तो यह भी स्टेशनरी है जबकि कंडक्टर घूम रहा होगा और साथ ही साथ स्लिप रिंग भी घूम रही होंगी इसलिए रोटेटिंग पार्ट्स स्लिप रिंग होने जा रहे हैं साथ ही में कंडक्टर भी होगा जबकि स्टेशनरी पार्ट्स क्या हैं स्टेशनरी पार्ट्स में मैग्नेटिक्स पोल या मॅग्नेटिक फील्ड होने जा रहे हैं और ब्रश भी होने जा रहा हूं जो स्टेशनरी हैं तो अब अगर ब्रश करंट को इकट्ठा करने जा रहा है तो मैं वास्तव में एक रेज़िस्टेन्स के साथ एक बाहरी कनेक्शन बनाने में सक्षम हो जाऊंगा तो यह मेरा लोड है इसलिए लोड को मैं सीधे कनेक्ट कर सकता हूं जो कि संभव होगा लेकिन मेरे पास इस लोड को आल्टर्नेटिंग करंट की आपूर्ति होगी क्योंकि यदि आप इसे देखते हैं तो कंडक्टर लगातार पोलॅरिटी बदल रहा है स्लिप रिंग भी पोलॅरिटी को बदल रहे हैं ब्रश जो वास्तव में करंट को इकट्ठा करने के लिए स्लिप रिंग के विपरीत दबाए जाते हैं वे भी कभी कभी पोलॅरिटी बदल रहे होंगे यह पॉज़िटिव होगा और यह नेगेटिव होगा कुछ समय बाद यह नेगेटिव हो जाएगा और यह पॉज़िटिव हो जाएगा तो यह आल्टर्नेटिंग होगा इसलिए मैं नहीं चाहता कि यह डीसी मशीन में हो इसलिए मैं क्या करूंगा यदि मैं यहां कंडक्टर रखने जा रहा हूं तो मेरे पास केवल रिंग होने वाली है 1 सिंगल रिंग जो वास्तव में दो भागों में होगी जो एक दूसरे से इन्सुलेटेड हैं तो यह माइका से बना है यह भी माइका से बना होगा हम कहते हैं कि यह कंडक्टर A है और यह कंडक्टर B है इसलिए कंडक्टर A स्प्लिट रिंग के इस हिस्से से जुड़ा होगा जिसे मैं A कह रहा हूं और स्प्लिट रिंग का यह हिस्सा कृपया ध्यान दें कि यह स्प्लिट रिंग है क्योंकि रिंग 2 भागों में विभाजित है और वे माइका के साथ एक दूसरे से इन्सुलेटेड है इसलिए अनिवार्य रूप से स्प्लिट रिंग के इस हिस्से को B के रूप में जाना जाता हूं अब एक ब्रश हम कहते हैं कि यहां से जुड़ा हुआ है और एक अन्य ब्रश यहां से जुड़ा हुआ है ब्रश कार्बन से बना होते है जो थोड़ा नरम पदार्थ होता है स्प्लिट रिंग कॉपर तांबे और माइका से बनी होगी माइका इन्सुलेशन के लिए है और कॉपर अनिवार्य रूप से लट या कंडक्टर के साथ वेल्डेड है तो अब एक बार फिर से स्प्लिट रिंग घूम रही होगी इसलिए जब भी A स्प्लिट रिंग के प्रभाव में होता है तो मेरे पास A का स्प्लिट रिंग हिस्सा होगा यह जो भी होने वाला है ये दोनों चीजें पॉज़िटिव होने जा रही हैं जबकि ब्रश जो वास्तव में इस विशेष स्प्लिट रिंग भाग से जुड़ा हुआ है जो कि निश्चित ही स्टेशनरी है तो वह भी पॉज़िटिव साइड से जुड़ा होगा जबकि जब मैं इस B को दूसरी तरफ घुमाने जा रहा हूं तो इसके साथ ही यह छोटा हिस्सा जो कि स्प्लिट रिंग का B है वो भी दूसरी तरफ घूम जाता है इसलिए मैं दिखाऊंगा कि B यहां है A यहां है जो कि 1800 तक घूम चुका है अब अगर मैं स्प्लिट रिंग को देखता हूं स्प्लिट रिंग भी इस तरह से जुड़ा होने जा रहा है तो यह B होने जा रहा है और यह A होने जा रहा है यह कंडक्टर के साथ घूम गया है अब यह ब्रश मैं B1 और B2 के रूप में बुलाता है लेकिन B1 अभी भी यहीं रहेगा जिसने अपनी स्थिति नहीं बदली है और B2 भी यहीं रहेगा तो यह स्प्लिट रिंग है A अब B2 से जुड़ा है पहले B B2से जुड़ा था और A B1 से जुड़ा था अब B B1 से जुड़ा है और B2 A से जुड़ा है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तब अब भी यह पॉज़िटिव होगा और यह नेगेटिव होगा इसलिए यदि मैं क्रमशः B1 और B2 के जुड़ाव को देखता हूं तो मैं हमेशा B1 को नॉर्थ पोल के प्रभाव में और B2 को हमेशा साउथ पोल के प्रभाव में देखने जा रहा हूं इसलिए यहाँ नेगेटिव होने जा रहा है और यहाँ पॉज़िटिव है कि यह ऐसे होने जा रहा है तो स्प्लिट रिंग और ब्रश की व्यवस्था एक रेक्टिफायर की तरह काम करती है तो यह अनिवार्य रूप से एक डीसी मशीन में आर्मेचर के कंडक्टरों में मौजूद आल्टर्नेटिंग करंट को डीसी में परिवर्तित कर रही है तो स्प्लिट रिंग और ब्रश का उपयोग करके स्वचालित रूप से एसी से डीसी कंवर्सन किया जाता है इसलिए यह बुनियादी काम है जहां तक डीसी मशीन का संबंध है लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 कंडक्टर नहीं हैं मेरे पास कई कंडक्टर होने जा रहे हैं इसलिए यही कारण है कि मैं क्या करूंगा कि कई कंडक्टरों को एक साथ जोड़ा जा सके इसलिए मेरे पास मूल रूप से स्प्लिट रिंग में कई कॉपर सेगमेंट्स होगी जो माइका द्वारा इन्सुलेटेड है इसलिए मैं इस तरह से कई सेगमेंट्स रखने जा रहा हूं और उनमें से प्रत्येक वास्तव में माइका के द्वारा इन्सुलेटेड है इस प्रकार इनमें से प्रत्येक माइका बनने जा रहा है और ये कॉपर सेगमेंट्स होने जा रहे हैं इसलिए अब मैं यह देखने जा रहा हूं कि प्रत्येक कंडक्टर इस तरह से जुड़ा होने वाला है ऐसे कि कंडक्टर इस तरह से जुड़े होने वाले हैं निश्चित रूप से वे ओवरहेंग पोर्षन के कारण गोल और गोल हो जाएंगे तो मैं अंत तक वाइंडिंग चित्र को भी बनाने का प्रयास करता हूं लेकिन अभी मैं अनिवार्य रूप से जनरेटर एक्शन को देख रहा हूं इसलिए जनरेटर एक्शन को दोहराने के लिए बस इस प्रकार है कि फील्ड सिस्टम फ्लक्स बनाता है इसलिए यह स्टेशनरी फ्लक्स बनाता है अब आर्मेचर कंडक्टर को प्राइम मूवर द्वारा घुमाया जा रहा है अब जब आर्मेचर को प्राइम मूवर की मदद से घुमाया जाता है तो मैं फ्लेमिंग राइट हॅंड रूल के नियम के अनुसार अनिवार्य रूप से देखने जा रहा हूं कंडक्टर में डॉट और क्रॉस करंट प्रेरित हो रहा है इसलिए मेरे पास केवल दो कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं हम कहते हैं कि A और B अब स्प्लिट रिंग के a सेगमेंट से जुड़ा है और B स्प्लिट रिंग के b सेगमेंट से जुड़ा है अब A पर ब्रश B1 है जिसे दबाया जा रहा है तो B1 A से करंट इकट्ठा कर रहा है और B2 B से करंट कलेक्शन करने जा रहा हूं अब B1 पॉजिटिव होगा और B2 नेगेटिव होगा लेकिन 1800 के रोटेशन के बाद जो होने वाला है वह है कि मैं यह देखने जा रहा हूं कि A साउथ पोल के प्रभाव में है क्योंकि शुरू में यह ऐसे शुरू हुआ है कि A नॉर्थ पोल के प्रभाव में था और B साउथ पोल के प्रभाव में था अब 1800 के रोटेशन के बाद A साउथ पोल के प्रभाव में है और B नॉर्थ पोल के प्रभाव में है अब ऐसा होने के बाद A और B में आल्टर्नेटिंग करंट होगा लेकिन मुझे आउटपुट के रूप में आल्टर्नेटिंग करंट नहीं चाहिए तो A अभी भी स्प्लिट रिंग के एक हिस्से से जुड़ा हुआ है लेकिन मैं इसे करने जा रहा हूं मेरे पास ब्रश B2 होगा जो इस विशेष हिस्से से करंट एकत्र कर रहा है लेकिन मेरे पास अनिवार्य रूप से यह होने जा रहा है कि जहां तक B का संबंध है यह स्प्लिट रिंग के b हिस्से से जुड़ा हुआ है लेकिन मैं ब्रश नंबर B1 के माध्यम से यहां से करंट को जोड़ने जा रहा हूं तो B1 हमेशा पॉज़िटिव होगा जो साउथ पोल के प्रभाव में है इसलिए मैं कह सकता हूं कि ब्रशर्स मूल रूप से एक विशेष पोल से संबद्ध होने जा रहे हैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि मूल रूप से B1 हमेशा नॉर्थ पोल से जुड़ा होता है और B2 हमेशा साउथ पोल से जुड़ा होता है यह पूरी तरह से कम्यूटेटर और ब्रश की व्यवस्था के कारण संभव है इसलिए हम वाइंडिंग व्यवस्था को देखने की कोशिश करेंगे संभावना है कि डीसी मशीन में 2 प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है जिसे लैप वाइंडिंग कहा जाता है दूसरे को वेव वाइंडिंग कहा जाता है लैप वाइंडिंग के नाम में लैप है क्योंकि कॉइल ऐसे हैं जो हमें कहते हैं कि यह एक विशेष टर्न की शुरुआत होने जा रही है यह इस तरह घूमने वाला है और फिर वापस आ जाएगा और यह कॉइल पर पीछे या ओवरलैप करेगा तो यह इस तरह से जाने वाला है इसलिए यह मूल रूप से लैप वाइंडिंग की संक्षेप है यह इस प्रकार है कि यह बार बार ओवरलैप हो रहा है जबकि वेव वाइंडिंग में यह उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है इसलिए यह पीछे मुड़ेगा नहीं बल्कि इस तरह से आगे बढ़ेगा तो यह मूल रूप से वेव वाइंडिंग है पूरी तरह से घूमने के बाद यह वापस आ जाएगा और मुड़ जाएगा आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि यह एक सिलेंडर है जिसे मैं हमेशा यहां काट सकता हूं और इसे बाहर फैला सकता हूं जब मैं इसे फैलाऊंगा तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा यह एक रेक्टॅंगल की तरह दिखाई देगा आप मेरी बात को समझें अगर यह एक सिलेंडर है अगर मैं इसे काटता हूं और इसे फैलाता हूं तो यह रेक्टॅंगल की तरह दिखेगा यदि यह भाग A है और यह भाग B है तो यह मूल रूप से A है और यह मूल रूप से B है और जब मैं इसे मोड़ता हूं यह एक सिलेंडर की तरह बन सकता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब यह वाइंडिंग वापस मुड़ रहा है यदि मैं कहता हूं कि यह A है और यह B है यह मूल रूप से B के करीब आएगा यही वास्तव में वह B है तो यह आगे और आगे जाने वाला है इसलिए लैप वाइंडिंग मूल रूप से वापस मुड़ जाती है इसलिए यह मूल रूप से लैप वाइंडिंग है जबकि मैं मूल रूप से आगे और आगे बढ़ता जा रहा हूं तो यह मूल रूप से वेव वाइंडिंग है इसलिए जब मैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को इस तरह देखता हूं तो मुझे लैप वाउंड 4 पोल डीसी मशीन के लिए एक वाइंडिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि मेरे पास 12 स्लॉट्स होने जा रहे हैं आप समझते हैं कि एक स्लॉट क्या है रोटर में हम इस तरह से दिखाते हैं स्टैम्पिंग इस तरह से है तो यह मूल रूप से एक स्लॉट है जिसके अंदर कंडक्टर रखे जाते हैं इसलिए यहां मैं 12 स्लॉट डीसी मशीन के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए मैं इसे मिटाने जा रहा हूं इसलिए यदि मैं एक 12 स्लॉट डीसी मशीन लेता हूं और मैं प्रति स्लॉट 2 कंडक्टर लेने जा रहा हूं इसलिए अगर मैं इस स्लॉट के बारे में बात करने जा रहा हूं तो इस तरह के एक स्लॉट में तो 1 कंडक्टर पीछे और 1 कंडक्टर आगे के लिए जा रहा है तो मूल रूप से 2 कंडक्टर प्रति स्लॉट यह इस प्रकार है तो मुझे डीसी मशीन के लिए इस विशेष वाइंडिंग लैप वाइंडिंग को बनाने दीजिए तो मुझे यह कहने दें कि शायद एक नॉर्थ पोल होने जा रहा है इसके बाद फिर से एक साउथ पोल होने जा रहा है फिर से नॉर्थ पोल और फिर एक साउथ पोल होने जा रहा है कृपया समझें कि यह मूल रूप से स्टेटर है मैं जो भी बात कर रहा हूं वह स्टेटर पोल्स है अब मेरे पास 4 पोल्स और 12 स्लॉट होने वाले हैं इसलिए 3 स्लॉट प्रति पोल होंगे तो हम कहते हैं कि एक कंडक्टर यहाँ एक और कंडक्टर यहाँ और तीसरा कंडक्टर यहाँ जा रहा है मुझे बैक कॉइल और फ्रंट कॉइल दिखाना है इसलिए मैं बैक कॉइल को डॉटेड और फ्रंट कॉइल फ्रंट कंडक्टर को सॉलिड रखने जा रहा हूं इसलिए मैं मूल रूप से कंडक्टरों को इस तरह से दिखा रहा हूं कि यह कंडक्टर इस तरह से हैं तो यह 1 है यह 2 है यह 3 है और इसी तरह 456789101112 होने जा रहा हूं तो इसी तरह मैं उन कंडक्टरों के लिए जा रहा हूं जो बॅकग्राउंड में है तो इनको डॉटेड लाइन्स के साथ दिखाया गया है जिन्हें इस तरह डॉटेड लाइन्स के साथ दिखाया गया है इसलिए यहां मूल रूप से कंडक्टर भी रखने जा रहा हूं जिन्हें डॉटेड लाइन्स के साथ दिखाया गया है तो मुझे उन्हें सही ढंग से संख्या देने दें यह 4 है यह 5 है यह 6 है यह 7 है यह 8 है और यहां 10 है यहां 11 और यहां 12 होने जा रहा है इसलिए कृपया समझें कि पहले से जो कुछ भी मैंने दिखाया है कि मैंने यह सिलेंडर काट दिया है और फिर उसी को A और B के रूप में फैलाने के लिए मुझे यहां दिखाने दें तो यह A भाग है और यह B भाग है तो यह अनिवार्य रूप से कट आउट और फैला हुआ सिलेंडर है अब क्योंकि यह लैप वाइंडिंग है तो नॉर्थ पोल से शुरू होकर इसे इसे वास्तव में साउथ पोल वाइंडिंग में जाना और समाप्त होना है तो मैं कह सकता हूं कि अगर एक नॉर्थ पोल में इस तरह से एक वोल्टेज उत्पन्न होने वाला होगा तो मुझे दूसरी तरफ साउथ पोल पर इस तरह से वोल्टेज उत्पन्न होने वाले होगा यही है अब ये 2 एक साथ जुड़े हुए हैं आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वे सीरीस में जुड़े हुए हैं इसलिए मैं सीरीस में इस तरह से जोड़ने जा रहा हूं यह इस तरह से जुड़ा हुआ है यह नॉर्थ पोल साइड वोल्टेज जेनरेशन है और यह साउथ पोल साइड वोल्टेज जेनरेशन है अब यह नॉर्थ पोल है यह इस तरह से बाहर आया है इसे मूल रूप से वापस जाना है और यह इसमें समाप्त हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि यह 1 से 4 बेकवार्ड कंडक्टरों में चला गया है 4 से यह 3 पर वापस आ गया है तो बेकवार्ड साइड पिच 2 स्लॉट पीछे है जो कि 4 22 है तो यह मूल रूप से 2 स्लॉट पीछे है जबकि यह 3 स्लॉट्स आगे है अब यह 3 से 2 हो गया है 2 से यह 5 हो गया है 235 अब 5 से यह वापस आ जाएगा और यह अब 3 पर वापस जाएगा 3 से यह उत्तरोत्तर 6 पर आगे जाएगा 6 से यह 4 पर वापस आएगा इसलिए इसे 4 पर वापस आना होगा 4 प्लस 3 यह अब 7 पर जाएं 7 से यह 5 पर वापस जाएगा 5 से यह 538 तक जाएगा तो यह 8 और 8 26 पर जा रहा है तो यह 6 पर जा रहा है 639 से यह 9 तक जाएगा 9 से यह वापस 7 पर जाएगा इसलिए मुझे ड्राइंग पूरा करने दें 7310 10 28 8311 11 से यह 9 पर वापस जाएगा 9 से यह 12 पर वापस जाएगा यह फिर 12 से 10 पर जाएगा अब 10 से 13 पर जाना चाहिए 13 वास्तव में 1 है क्योंकि यह वापस मुड़ रहा है इसलिए 10 से यह 13 पर जाएगा इसलिए मुझे बेकवार्ड कंडक्टर 1 कहना चाहिए इसलिए अगर मैं इसे a कहता हूं तो यह भी a होना चाहिए यहां से यह 13 है 13 2 जो कि 11 पर वापस जाता है हम कहते हैं कि यह b है इसे भी b होना चाहिए है हम कहते हैं कि यह c है इसलिए इसे 11 पर वापस आना चाहिए यह 11 2 11 2 पर वापस जाना चाहिए जो कि 11314 14 वास्तव में 2 के बराबर है इसलिए यह c होने वाला है अब यहाँ से यह 2 है तो अगर यह 14 के बराबर है 14 212 के बराबर है तो यह इस जगह पर वापस आने वाला है जो 12 है तो यह d होगा यह भी d होगा अब यहाँ से यह है इसे वापस जाना है यह फिर से फ्रेंड साइड है इसलिए 23 जो 2 वास्तव में 14 है 14 212 है इसलिए इसे यहां वापस जाना है तो हम इसे e कहने जा रहे है इसलिए यह e होने जा रहा है इसलिए यह भी मूल रूप से यहाँ e पर वापस जाएगा इसलिए यह मूल रूप से e है इसलिए यह अनिवार्य रूप से e के रूप में यहां समाप्त होगा तो यह है कि इस तरह से पूरी वाइंडिंग बनती है तो मैं कम्यूटेटर सेगमेंट को भी बनाता हूं तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट होने जा रहे हैं जो इस तरह से आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि यह 1 है यह 2 है यह माइका है यह 3 है यह 4 है यह 5 6 7 8 9 10 और 11 होने जा रहा है और यह वास्तव में 12 होगा जो इससे जुड़ा होगा अगला जो सामने आ रहा है हमने अभी भी नहीं दिखाया है कि यहाँ से क्या बाहर आ रहा है इसलिए इसे भी कहीं और से जोड़ा जाना चाहिए तो इस तरह पूरी तरह से जुड़ा होने वाला है अब अगर मैंने यह मान लिया कि नॉर्थ पोल की सभी करेंट्स वास्तव में इस तरह से आ रही हैं और साउथ पोल की सभी करेंट्स इस तरह ऊपर की ओर जा रही हैं तो आपके पास 6 कंडक्टर होंगे जो ऊपर की ओर करेंट्स ले जा रहे हैं और 6 कंडक्टर नीचे की ओर करेंट्स ले जा रहे हैं इसलिए यदि मैं कम्यूटेटर सेगमेंट को 1 से जोड़ रहा हूं तो मुझे यह देखने दें कि जहाँ दोनों कंडक्टर करंट को नीचे की ओर या ऊपर की दिशा में ले जा रहे हैं कृपया यहां देखें कि यह ऊपर की दिशा में करंट ले जा रहा है और यह भी ऊपर की दिशा में करंट ले जा रहा है इसलिए मैं यहां एक ब्रश कनेक्ट करने जा रहा हूं इसलिए यहाँ ब्रश ऊपर की दिशा में करंट ले जाने वाला है इसलिए अगर यहां ब्रश है तो मैं यहां भी एक ब्रश रखूंगा मुझे देखने दें कि यह करंट कैसे होता है यह नॉर्थ पोल है इसलिए सभी करंट नीचे की दिशा में होने जा रही है इसलिए अगर मैं इसे देखता हूं तो यह बेकवार्ड कंडक्टर नंबर 9 से जुड़ा है यह कंडक्टर नंबर 7 से जुड़ा है दोनों ही इसे नीचे की दिशा में करंट ले जा रहे हैं यह करंट को ऊपर की दिशा में ले जा रहा है इसलिए बस विस्तार से मुझे यहां एक ब्रश बनाना चाहिए और यहां एक और ब्रश इस तरह से जुड़ा हुआ है इसलिए अगर मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि यह करंट वास्तव में अंदर की ओर जा रही है और यह धारा बाहर की ओर आ रही है इसलिए अगर मैं इसे स्रोत के रूप में सोच रहा हूं तो यह प्लस होगा और यह माइनस होगा कल्पना करें कि क्या मैं एक स्रोत होने जा रहा हूं और मैं यहां एक लोड कनेक्ट कर रहा हूं मैं इस तरह करंट को जोड़ रहा हूं तो प्लस से करंट माइनस में निकल रहा है करंट पहुंच रहा है तो इसीलिए मैं इसे प्लस और माइनस के रूप में कह रहा हूं प्लस और माइनस के बीच अगर मैं इसे देखता हूं तो मुझे कॉइल को देखने की कोशिश करने दें यह एक कॉइल है जो इस तरह से चल रहा है यह दूसरा कॉइल है जो 5 से गुजर रहा है और यह तीसरा कॉइल है जो 6 से गुजर रहा है इसलिए 4 5 और 6 कॉइल 1 और 1 के बीच जुड़े हुए हैं 1 यह 1 यह है 4 5 6 भी इसी तरह है अगर मैं इन दोनों के बीच देखने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास वास्तव में 7 8 9 इस तरह से जुड़े होंगे जैसे 3 कॉइल इस तरह जुड़े होंगे और यहाँ एक ब्रश है जो वास्तव में फिर से एक पॉज़िटिव ब्रश होगा और इस प्लस और एक और माइनस के बीच जो वास्तव में कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 9 में जुड़ने वाला है मैं 3 और कॉइल कनेक्ट करने जा रहा हूँ जो 10 11 और 12 है इन दोनों के बीच स्पष्ट रूप से तीन कॉइल जुड़े होंगे 1 2 3 कॉयल जुड़े हुए हैं तो क्या होने वाला है अगर यह माइनस है और यह माइनस है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इसी तरह यह प्लस है और यह प्लस है इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा इस तरह वे एक साथ जुड़े होंगे इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि मूल रूप से सिर्फ पूरी चीज को फिर से जोड़ने पर मुझे इसे कुछ हद तक बनाना चाहिए यह प्लस ब्रश है और यह भी प्लस ब्रश है यह माइनस ब्रश होने वाला है और यह भी माइनस ब्रश होने वाला है अब इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है इसी तरह इन दोनों को एक साथ शॉर्ट सर्किट किया जाता है जैसा कि हमने पहले दिखाया था कि इन दोनों के बीच 3 कॉइल हैं जो 4 5 6 हैं इन दोनों के बीच 3 कॉइल हैं जो 7 8 9 हैं इन दोनों के बीच 3 कॉइल हैं जो 10 11 और 12 होने जा रहे हैं और इन दोनों के बीच में 3 कॉइल होने जा रहे हैं जो 1 2 और 3 हैं अब लोड को प्लस और माइनस के बीच जोड़ा जाएगा इसलिए मूल रूप से करंट यहाँ से निकल रहा है जो यहाँ से लोड के माध्यम से जा रहा है और अंततः यह माइनस पर जा रहा है तो यह माइनस है नहीं है कि मैंने करंट दिशा को गलत तरीके से दिखाया है तो मैं यहाँ पर इस तरह से करंट दिशा को दिखाने जा रहा हूँ मुझे इसको मिटाने दो और साथ ही मुझे इसे भी मिटाने दो इसलिए मैं यह फिर से तैयार कर सकता हूं सिर्फ यह कहकर कि यहां से लोड जुड़ा हुआ है और यह मेरा प्लस होने जा रहा है तो मैं इस तरह से करंट प्रवाहित करने जा रहा हूं और साथ ही करंट इस तरह से प्लस निकल रहा है इस तरह से पूरा लोड जुड़ा है अब मैं इसे कुछ इस तरह से फिर से तैयार कर सकता हूं कि यह मेरी पॉज़िटिव बस है और यह मेरी नेगेटिव बस है और मैं यहां 3 कॉइल को कनेक्ट करने जा रहा हूं यहां 3 कॉयल जुड़े हुए हैं तो मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 8 9 और 10 11 12 यह सब अब एक साथ जुड़ा हुआ है अब यहां से करंट निकल रहा है और रेज़िस्टेन्स इस तरह से जुड़ा हुआ है यह लोड है ठीक है यह मुझे स्पष्ट रूप से बताता है कि करंट में 4 समानांतर पथ हैं यदि मैं इसे I4 कह सकता हूं तो यह I4 है यह I4 है और यह I4 भी है और कुल करंट I लिया गया है तो यहाँ लोड को सप्लाइ की गई करंट समान रूप से समानांतर रास्तों की संख्या के बीच विभाजित की जाती है और यहां समानांतर रास्तों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होने वाली है जिस तरह से लैप वाइंडिंग में वाइंडिंग की व्यवस्था की जाती है यह मानदंड है जबकि अगर मैं वेव वाइंडिंग को देखने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास एक पॉजिटिव ब्रश और एक नेगेटिव ब्रश है बसइतना ही और क्योंकि वाइंडिंग उत्तरोत्तर आगे जा रही है जैसे मैंने यहां जो दिखाया उससे कई कॉइल एक साथ जुड़ने जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 कॉइल यहां से जुड़े होंगे एक और 6 कॉइल यहां से जुड़े होंगे यदि यह एक वेव वाइंडिंग है तो यह पॉज़िटिव होने वाला है और यह नेगेटिव होने वाली है पोल्स की संख्या कितनी भी हो मेरे पास दो समानांतर रास्ते होंगे जिससे यहां पर करंट सप्लाई आउटपुट किया जा सकेगा और मैं मूल रूप से करंट इस तरह से वापस प्राप्त करने जा रहा हूं इसलिए यहां मेरा लोड है इसलिए यह वास्तव में मेरी वेव वाइंडिंग है इसलिए वेव वाइंडिंग में हमेशा मेरे पास समानांतर पथों की संख्या 2 के बराबर होगी क्योंकि यहां मेरे पास सिरीज़ में केवल तीन कॉइल हैं यदि मैं वोल्टेज को देखता हूँ तो यह मूल रूप से V1V2V3 है जबकि यहाँ V1V2 होने जा रहा है V6 तक इसलिए वेव वाइंडिंग वोल्टेज अधिक है जबकि करंट कम है इस विशेष मामले में मेरे पास वोल्टेज कम है लेकिन करंट अधिक होने वाला है तो आम तौर पर एक हाई वोल्टेज लो करंट मशीन हम वेव वाइंडिंग का उपयोग करेंगे जबकि लो वोल्टेज हाई करंट मशीन हम लैप वाइंडिंग का उपयोग करेंगे तो ये दो अलग अलग प्रकार की वाइंडिंग्स हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से अपनाते हैं इसलिए हम अगली कक्षा में वास्तव में जनरेटर के काम और मोटर के काम पर ध्यान देंगे तो हम विशेष रूप से पहले जनरेटर को लेंगे और फिर हम मोटर में जाएंगे